दोस्तों इस सत्र में हम परिवर्तन प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे और हम परिवर्तन प्रबंधन क्या है परिवर्तन और परिवर्तन के लिए प्रतिरोध और परिवर्तन मॉडल और आप बदलाव कैसे करते हैं के मामले मे चर्चा करेंगे और इस दुनिया में एकमात्र स्थिर परिवर्तन अपरिहार्य है और परिवर्तन अपरिहार्य है चाहे वह व्यक्ति हो या समुदाय या संगठन हो यदि आप नहीं बदलते हैं तो अन्य लोग बदल जाएंगे और वे हमारे आगे प्रगति करेंगे इसीलिए परिवर्तन लगातार होगा और हम व्यक्तियों समुदायों या संगठनों के रूप में परिवर्तन को अपनाना होगा अन्यथा हमारा व्यवसाय संगठन में Competitive नहीं होगा और अपने देखा है की यह परिवर्तन पहली स्लाइड के भीतर संगठनात्मक रणनीतिक परिवर्तन दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए की मौजूदा राज्य से वांछित राज्य में बदलाव या संशोधन होगा यह उत्पादन के लिए नई मशीनें हो सकती हैं या यह एक नया उत्पाद विकास हो सकता है या यह परिवर्तन को संसाधित कर सकता है कि काम कैसे किया जाता है या यह दृष्टि की प्राप्ति या संयंत्र आधुनिकीकरण और आदि हो सकता है और प्रमुख विकल्प परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रमुख विकल्प होते हैं बड़े विकल्प होते हैं जिससे लोग बदलते हैं संगठनात्मक संरचना परिवर्तन और संस्कृति परिवर्तन होता है और परिवर्तन से संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है जब वह खुद को समान प्रकार के दूसरे उद्योगों के साथ तुलना करता है जिन्होंने परिवर्तन को नहीं अपनाया है यह दर्शाता है कि पूरे विश्व में सत्तर प्रतिशत परिवर्तन विफल हो जाते हैं लेकिन फिर भी लोग परिवर्तन करने के लिए निरंतर उत्सुक रहते हैं क्योंकि परिवर्तन के बिना समाज व्यक्ति और संगठन स्थिर होंगे और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं एक वृद्धिशील परिवर्तन है दूसरा आमूलचूल परिवर्तन या परिवर्तनकारी परिवर्तन है और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह बदलाव सभी के लिए फिट होने के बजाय एक को फिट होना चाहिए और परिवर्तन प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसे कर्मचारियों के साथ साथ संगठन के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए उदाहरण के लिए कहें 2005 में IIT खड़गपुर ने ERP लागू किया इससे पहले संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ प्रशासनिक प्रतिनिधियों के साथ छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला की थी क्योंकि लोगों के बीच एक चिंता थी जो नौकरी वो पहले मैन्युअल रूप से कर रहे थे जो ईआईपी ईआरपी या एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग ने कार्यान्वित किया था लोगों को डर था कि उनकी नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा कई आशंकाएं थीं चिंता तनाव था की उनका काम कैसे किया जाए इसलिए परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन प्रबंधन में तैयारी चरण सबसे महत्वपूर्ण है अन्यथा कर्मचारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा और अगर आप ERP IIT खड़गपुर में देखें तो छात्रों के फीस के भुगतान से लेकर कक्षा आवंटन और शिक्षकों के कार्य भार तक सब कुछ प्रशासन के लिए प्रबंधित किया जाता है और हर बार एक नया मॉड्यूल पेश किया जाता है जब ईआईपी को पहली बार पेश किया गया था जो एक क्रांतिकारी बदलाव था हाल ही में अनुसंधान विद्वान घटनाओं और अनुसंधान घटनाओं का एक मॉड्यूल प्रसंस्करण को जोड़ा गया जो कि एक वृद्धिशील परिवर्तन है इसी तरह संगठन में कभी कभी या अन्य हर अवसर में वृद्धिशील परिवर्तन होते हैं लेकिन एक आमूल चूल परिवर्तन है जो एक नया परिवर्तन होता है इसे लागू करना अधिक कठिन और जटिल होता है और किसी भी संगठन में परिवर्तन प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ साथ संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए क्योंकि परिवर्तन करने से दोनों पक्ष प्रभावित होने वाले हैं और जब तक परिवर्तन शुरू नहीं किया जाता है संगठन स्थिर है और यह संतुलन की स्थिति में है यह निराकरण और संयोजन असमानता की स्थिति है यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह संतुलन की स्थिति है यदि आप इसे समाप्त कर रहे हैं तो यह असमानता की स्थिति है और संगठन संतुलन से असमानता की स्थिति की ओर बढ़ेगा और फिर से परिवर्तन प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर संतुलन राज्य में आएगा कहते हैं कि जब आप परिवर्तन को देखते हैं तो बाहरी आंतरिक कारकों में असंतुलन हो सकता है इसका मतलब है कि आप जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वह कर्मचारियों के खराब प्रदर्शन के कारण अप्रचलित है और कर्मचारियों के लिए इनाम प्रणाली भी कम होगी और संगठन मे शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संघर्ष प्रबल होगा इसलिए बाहरी और आंतरिक स्थिति प्रौद्योगिकी फर्म की आर्थिक समृद्धि के बीच असंतुलन है और ये कुछ चीजें हैं जो बाहरी वातावरण है आंतरिक वातावरण आंतरिक स्थिति यह है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन में गिरावट आ रही है और इनाम प्रणाली कम है इसलिए यह आंतरिक सिस्टम है अगर बाहरी आंतरिक प्रणालियों के बीच असंतुलन है तो इस असमानता को परिवर्तन प्रबंधन रणनीति को अपनाकर संतुलन की स्थिति में लाया जा सकता है और प्रबंधन की रणनीति में बदलाव करें जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था दृष्टि बोध संयंत्र आधुनिकीकरण या रणनीति योजना की शुरुआत होती है और जटिलता और अनिश्चितता में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि आप नहीं बदलते हैं तो हम अप्रचलित होंगे और व्यवसाय में नहीं रहेंगे इसलिए संगठन को खुली शिक्षा प्रणाली होना चाहिए यह बाहरी वातावरण से जानकारी की व्याख्या और प्रक्रिया कर सकता है और यह परिवर्तन की पहल के लिए जा सकता है और अगर यह परिवर्तन शुरू करता है तो यह प्रतिस्पर्धी लाभ बढ़ेगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सुस्त हो जाएंगे और आप पीछे रेह जाएंगे और अन्य जो परिवर्तन को अपनाया है वे हमारे आगे प्रगति करेंगे और बदलने के लिए प्रतिरोध कर रहे हैं एक परिवर्तन प्रस्ताव की सबसे अधिक संभावना प्रतिक्रिया अपमानजनक आपत्तियों की एक श्रृंखला है कुछ प्रासंगिक या परिवर्तन का कोई प्रस्तावक सभी निहितार्थों पर एक विचार नहीं कर सकता है कुछ प्रासंगिक हो सकते हैं और कुछ अप्रासंगिक हो सकते हैं बस एक अवसर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इस एक का उपयोग करे इसलिए एक परिवर्तन प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक संभावना प्रतिक्रिया नाराजगी की और आपत्तियों की एक श्रृंखला है और ये आपत्तियां प्रासंगिक होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो सकती हैं और जब आप बदलाव की पहल कर रहे हैं तो विभिन्न खतरे हो सकते हैं प्रतिरोध होगा क्योंकि मौजूदा समूह पावर बेस का खतरा मौजूदा संसाधन आवंटन के लिए खतरा संरचनात्मक अंतर्निहित जड़ता सांस्कृतिक मानसिकता जड़ता उलझी हुई रुचि जो बदलाव के लिए जाने पर संतुष्ट नहीं हो सकती है या यह बाधा होगी या परिवर्तन के लिए बाधा होगी संगठन ब्याज और समूहों के गठबंधन हैं और समूहों के बीच तनाव हो सकता है यदि उत्पादन एक नया उत्पाद पेश कर रही है तो आर और डी से इनपुट प्राप्त करने और उसी संगठन में मार्केटिंग टीम उत्पाद के विपणन के लिए सहमत नहीं हो सकती है और एक अवधि के दौरान बलों का संतुलन हो सकता है और एक बार जब आप पहल करते हैं तो यह असंतुलन लाएगा और यह भी देखा गया है कि यह लेविन के परिवर्तन मॉडल में भी है यह कहता है कि परिवर्तन अपरिवर्तन से जमने तक और अंत में पुनरावृत्ति की ओर बढ़ता है अनफ्रीजिंग एक ऐसा चरण है जहां आप बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं क्योंकि संगठन प्रतिस्पर्धी नहीं बन रहा है और संगठन के जनादेश के लिए संगठन की दृष्टि के लिए हम दृष्टि को महसूस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानने को अधूरापन की स्थिति कहा जाता है तब जमने का चरण केवल परिवर्तन कर रहा है जो मामलों की एक नई स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है या तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन या प्रक्रिया में परिवर्तन या उत्पाद का परिवर्तन यह एक बदलाव है जो हुआ है फिर एक नए संगठनात्मक प्रणाली को बनाने और बनाए रखने परिवर्तनों को शामिल करना चाहिए तो लेविन का मॉडल बोलता है कि हम अनफ़्रीज़िंग से फ़्रीज़िंग और फिर रिफ़्रीज़िंग तक जाते है और वर्तमान समय में यदि मैं परिवर्तन को पहचान रहा हूं तो वह वर्तमान स्थिति है और भविष्य की स्थिति यह है कि जब आप नए संगठनात्मक सिस्टम को बदलेंगे और नये संगठनात्मक प्रणाली बनाने और बनाए रखने में शामिल होंगे जो कि नया स्थिति है और लेविन के बल क्षेत्र विश्लेषण में यह विरोध करने वाले बलों के साथ साथ सुविधा बलों के बारे में कहता है यदि विरोध और सुविधा बल कम या ज्यादा समान हैं तो परिवर्तन आगे बढ़ सकता है यदि विरोध करने वाला बल परिवर्तन करने या सुविधा बलों की तुलना में बहुत अधिक है तो परिवर्तन नहीं होगा इसके विपरीत यदि यह संतुलन है तो यह परिवर्तन के लिए बलों को बढ़ा सकता है और यदि परिवर्तन के लिए ताकतें बढ़ जाएंगी तो परिवर्तन के लिए प्रतिरोध कम हो जाएगा और परिवर्तन को निष्पादित किए जाने की अधिक संभावना है इसलिए दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है और यदि परिवर्तन के प्रतिरोध में गिरावट आती है तो परिवर्तन के लिए बल मजबूत होता है उस समय परिवर्तन के लिए बल बनाया जाता है बैलेंस स्टेज पर भी आप इसे कर सकते हैं जैसा कि आपने यहां देखा है बैलेंस स्टेज पर यह बैलेंस स्टेज में है अगर विरोध करने वाले बल सुविधा बल से अधिक हैं तब परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है इसलिए हमें एक चिंता दिखानी होगी कि आप विरोध करने वाली शक्तियों को कैसे बेअसर कर सकते हैं या परिवर्तन के लिए बलों को बढ़ा सकते हैं और प्रतिरोध से निपटने के संभावित तरीके यह है कि आप कर्मचारियों को शिक्षित कर सकते हैं कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र और खुला संचार होगा उनके साथ बैठक होगी और आप प्रत्येक गतिविधि में उनकी भागीदारी चाहते हैं जो संगठन इन बदलते प्रबंधन पहलों में करने जा रहा है और संसाधनों को उपलब्ध करे जनशक्ति संसाधन के साथ साथ मूर्त कठिन संसाधनों को प्रदान करके सुविधा और सहायता का निर्माण करें और अगर कोई संघर्ष होता है तो बातचीत करे और संघर्ष को सुलझाये और समझौता करे और सहयोग चाहे या यदि कुछ नहीं होता है तो प्रतिरोधों से निपटने के लिए कुछ मात्रा में स्पष्ट या निहित जबरदस्ती की आवश्यकता होती है और पहला यह है कि आपको कर्मचारियों को बदलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है और सबसे कठिन परिवर्तन तब होता है जब संगठन अच्छा कर रहा होता है और यह वास्तविक होना चाहिए और विरोधाभास नहीं होना चाहिए और अगर संगठन अच्छा कर रहा है तो परिवर्तन पहल इतनी आसानी से सफल नहीं हो सकती है क्योंकि यह पहले से ही एक विकास प्रक्षेपवक्र में है लोग सवाल करेंगे कि आप बदलाव की शुरुआत करके क्या करने जा रहे हैं और हम ग्राहक चालित परिवर्तन के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि अब ग्राहक व्यापार में राजा है और अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं तो प्रतिकूल होगा वे उस उत्पाद या सेवाओं को नहीं खरीदेंगे जो हम प्रदान करते हैं इससे प्रतिकूल परिणाम होगा ये दृढ़ है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि अगर आप एक उत्पाद या सेवा दे रहे हैं तो अधिकांश परिवर्तन ग्राहक चालित होना चाहिए और ये कुछ बदलाव प्रबंधन मॉडल हैं जो मैंने दिए हैं जिन पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये बाद में उसी भागों में आएंगे आप देखेंगे कि परिवर्तन प्रबंधन मॉडल के लिए अलग अलग चरण दिए गए हैं लेकिन अगर आप इसे क्रिस्टलाइज़ करेंगे तो इसमें से कुछ आठ अंक निकलेंगे तो पहले दृष्टि की प्राप्ति है यह तय है कि संगठन बड़ा हो या छोटा उनके पास लक्ष्य होगा जैसे वो हासिल करना चाहते है क्योंकि दृष्टि एक लंबी अपेक्षाकृत दीर्घकालिक लक्ष्य है जो आप 5 साल मे करना चाहते हैं क्योंकि बाहरी कारोबारी माहौल अस्थिर है इसलिए जब हम दृष्टि कहते हैं तो यह 5 या 10 वर्षों के लिए हो सकता है यह कोई स्थायी बात नहीं है क्योंकि बाहरी वातावरण बदल रहा है बाजार में प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं यदि आप खुद को व्यापार में दृढ़ता से स्थान नहीं देते हैं तो हम टिक नहीं सकते हैं इसलिए दृष्टि एक प्रेरक शक्ति है जो संगठन करना चाहता है यदि यह तकनीकी कंपनी है तो यह एक दृष्टि हो सकती है कि हमारे उत्पादों में तकनीकी उत्कृष्टता है इसलिए किसी को यह देखना है कि दृष्टि एक प्रकार का दार्शनिक कथन है जो लोगों के एक समूह के साथ बांधता है और यह कार्रवाई के लिए प्रेरक शक्ति है और परिवर्तन की आवश्यकता तब बनती है जब चल रही गतिविधियों और दृष्टि प्राप्ति के लिए वांछित गतिविधियों के बीच एक अंतर हो क्योंकि यदि दृष्टि है तो आप पूरी तरह से दृष्टि का एहसास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस तथ्य के कारण कि कुछ गतिविधियां चल रही हैं जो दृष्टि की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रही हैं और दृष्टि की आवश्यकता के अनुपालन के लिए कुछ गतिविधियाँ वांछित हैं इसलिए जब चल रही गतिविधियों और दृष्टि प्राप्ति के लिए वांछित गतिविधियों के बीच एक अंतर महसूस होता है तब परिवर्तन की आवश्यकता होती है और फिर दूसरा कदम यह है कि पहले दृष्टि की प्राप्ति है और परिवर्तन की आवश्यकता है तीसरा रणनीतिक योजना है और हर पहलू मे एक बार जब आप एक बदलाव के लिए जाते हैं तो व्यापार के हर पहलू को सावधानीपूर्वक नियोजन संसाधनों परिवर्तन परिवेश या परिवर्तन करने वाले की आवश्यकता होती है और परिवर्तन के लिए आवश्यक सभी संसाधनों का संरेखण जो भौतिक के साथ साथ मानव संसाधन भी है और फिर हमें परिवर्तन एजेंटों को उचित रूप से या परिवर्तन प्रणोदक या परिवर्तन परिवेश का चयन करना होगा और परिवर्तन माहौल वहाँ हैं जिनके पास स्थितिगत शक्ति के बजाय व्यक्तिगत शक्ति है और उस व्यक्तिगत शक्ति के द्वारा वे परिवर्तन के लिए दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं और एक ही समय में वे देखभाल करने वाले प्रभावशाली और प्रेरक हो सकते हैं और उन्हें गो गेटर्स होना चाहिए ताकि परिवर्तन परिवेश की नौकरियां संगठन के कर्मचारियों को समझाने के लिए हों कि हम एक बदलाव के लिए जा रहे हैं ताकि परिवर्तन के लिए और आगे बढ़ने के लिए बल बनेगा और अगली स्थिति यह है कि हमें परिवर्तन प्रभावों पर विचार करना होगा परिवर्तन और इसकी प्रक्रिया को सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए के हम एक बदलाव के लिए क्यों जा रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और परिवर्तन की आवश्यकता को भी सूचित करना चाहिए हम एक बदलाव के लिए क्यों जा रहे हैं और परिवर्तन कर्मचारियों और संगठनों को प्रभावित करेगा क्योंकि यदि आप परिवर्तन प्रभावों पर विचार करने जा रहे हैं तो कर्मचारी तनाव का अनुभव करेंगे कर्मचारी तनाव महसूस करेंगे उन्हें लगेगा कि उनके कौशल अप्रचलित होंगे पुराने लोग जो संगठन में थे वे कहेंगे कि यह उनके लिए चुनौती है और आप उनके व्यवहार और कौशल को नहीं बदल सकते क्योंकि पुराने कुत्ते को नई चालें सिखाना बहुत मुश्किल है इसी तरह विभिन्न प्रकार के प्रभाव होंगे जो कर्मचारी अनुभव कर सकते हैं और संगठन की ओर अधिक संसाधन की आवश्यकता हो सकती है यह एक वित्तीय संसाधन या भौतिक संसाधन समय और शीर्ष प्रबंधन लोगों के संसाधन आदि हो सकते हैं इसलिए कर्मचारियों और संगठन पर परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए ताकि संगठन के सभी घटकों मे बदलाव के लिए एक तत्परता पैदा हो फिर बदलाव को अंजाम दें एक बार जब आप बदलाव के तरीकों पर अमल कर रहे हैं तो हम बदलाव को लागू कर रहे हैं या एक प्रौद्योगिकी अनुकूलन हो सकता है यह एक नया उत्पाद विकास हो सकता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इसलिए जब आप परिवर्तन को अंजाम दे रहे हैं तो इस स्तर पर कुछ भी निश्चित नहीं है जैसा कि आपने योजना बनाई है यह आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए प्रतिक्रिया के बाद पुन नियोजन करें क्योंकि जैसा कि आप पहले की योजना बना रहे हैं कि यह जिस तरह से नियोजन है जिससे परिवर्तन होगा उसी तरह से परिवर्तन नहीं होगा इसलिए हर कदम पर हमें फिर से योजना बनानी होगी अगर यह वास्तव में क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है और हमारी रणनीतियों को फिर से उन्मुख करना और प्रतिरोध को हल करना और परिवर्तन को लागू करना होगा फिर परिवर्तन का मूल्यांकन और निगरानी रखें यदि परिवर्तन परिणाम हम लागू करते हैं तो परिवर्तन परिणाम वांछनीय है क्योंकि यह गैर वांछनीय से वांछनीय स्थिति में बढ़ रहा है यदि यह एक वांछनीय स्थिति है तो कंपनी अधिक लाभ कमाने जा रही है अगर कंपनी उद्योगों के एक ही सेट में अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में प्रौद्योगिकी में बेहतर है यदि कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं क्योंकि अंततः यह कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला है और एक सवाल यह है की अगर बदलाव किया जाता है तो क्या कंपनी उस बदलाव को बरकरार रख सकती है यदि हम परिवर्तन करते हैं और यदि हम समय की अवधि में निरंतर नहीं रह सकते हैं तो उपरोक्त चरणों को 1 से 7 तक फिर से सोचने की आवश्यकता है क्योंकि अगर आईआईटी खड़गपुर ईआरपी को लागू करता है तो हर बार ईआरपी में नए मॉडल नए मॉड्यूल पेश करने की क्षमता होनी चाहिए इस प्रकार हम केवल परिवर्तन को बनाए नहीं रख रहे हैं हम पहले जो हैं उस पर सुधार कर रहे हैं इसलिए परिवर्तन किए जाने के बाद हम परिवर्तन का मूल्यांकन करते हैं परिवर्तन मूल्यांकन किया जा सकता है कि क्या परिवर्तन सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम है क्या परिवर्तन के परिणाम वांछनीय हैं क्या परिवर्तन निरंतर हो सकता है और अगर हम टिकते हैं तो क्या आप बदलाव पर सुधार कर सकते हैं अन्यथा आप उपरोक्त चरणों को पुनः योजना बनाते हैं और दोहराते हैं और परिवर्तन को संस्थागत और आंतरिक रूप दें क्योंकि यदि आप परिवर्तन को संस्थागत और आंतरिक करते हैं तो संगठनात्मक स्थिरता होगी कर्मचारी प्रदर्शन ऊपर जाएगा क्योंकि कोई भी परिवर्तन अवांछनीय से वांछनीय अवस्था में चला जाता है और अंत में यह कंपनी के प्रदर्शन संकेतक में परिलक्षित होगा जैसे कि इसका वित्तीय प्रदर्शन जैसे रिटर्न और परिसंपत्तियां इसका बाजार हिस्सा और इसके कर्मचारी का प्रदर्शन सभी में सुधार होगा और अगर आप इन सभी चरणों का विश्लेषण करते हैं तो तीन चीजें सामने आ रही हैं एक यह है कि परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन की योजना बनाना है योजना से कम करने से पहले योजना करना है सोच रहे हैं इसलिए नियोजन की योजना को परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए और फिर परिवर्तन के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए और परिवर्तन किए जाने के बाद तब परिवर्तन का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या आप सफलतापूर्वक परिवर्तन प्रबंधन करने में सक्षम है और परिवर्तन प्रबंधन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि शीर्ष प्रबंधन से पहल न हो और आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास संस्थान को एक प्रणाली में परिवर्तन प्रबंधन बनाने का कोई भी प्रयास के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता होती है अन्यथा प्रतिरोध होगा क्योंकि यह पूरी तरह से प्रणाली को बदलना है और प्रणाली मे बड़ा बदलव होगा इसलिए वहाँ बहुत प्रतिरोध होगा और यह परिवर्तन के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा